अनुप्रयोगों के प्रकार पेटेंट अधिनियम के तहत आप एक साधारण आवेदन कर सकते हैं साधारण आवेदन आप भारतीय पेटेंट कार्यालय से समक्ष अनुदान की उम्मीद कर एक आवेदन कर सकते है जो केवल भारत में कार्य करता है यह एक तरह से घरेलू या स्थानीय आवेदन है इसलिए यदि आप एक साधारण आवेदन दायर करते हैं तो आपको एक अनुदान मिलेगा जो भारत के क्षेत्र में या उसके भीतर लागू होगा तो यह एक डिफाल्ट एप्लिकेशन है एक साधारण आवेदन प्राप्त करके आप केवल भारत की सीमाओं के भीतर पेटेंट को लागू कर सकते हैं भारत में आप एक कन्वेंशन एप्लिकेशन भी दायर कर सकते हैं एक कन्वेंशन एप्लिकेशन दूसरे प्रकार का आवेदन है और प्रावधान भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत दिए गए हैं आप एक विदेशी देश में एक आवेदन दायर कर सकते हैं और फिर आप भारत में एक कन्वेंशन एप्लिकेशन दायर कर सकते हैं क्योंकि भारत पेरिस सम्मेलन के लिए एक पार्टी है उस विदेशी एप्लिकेशन से प्राथमिकता मांग सकते हैं बशर्ते पेरिस सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता विदेशी देश भी हो तो यह व्यवस्था में है जहां आप किसी भी देश में एक आवेदन दायर कर सकते हैं जो पेरिस सम्मेलन का सदस्य है और 12 महीने की अवधि के भीतर भारत में एक ही आविष्कार के लिए एक आवेदन के साथ इसका पालन करता है इसलिए यह एक ही आविष्कार के लिए विभिन्न न्यायालयों में आवेदनों का पालन करने या कवर करने के लिए एक समय अवधि देता है तो दूसरे प्रकार का आवेदन जिसे आप भारत में दाखिल कर सकते हैं एक सम्मेलन आवेदन है जो एक सम्मेलन देश में पहले के एक आवेदन के आधार पर दायर भारत में दायर एक अनुवर्ती आवेदन है यह इंग्लैंड हो सकता है यह जर्मनी हो सकता है यह जापान हो सकता है यह कोई अन्य देश हो सकता है जो पेरिस सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता है तीसरे प्रकार का आवेदन जो आप भारत में दाखिल कर सकते हैं पैटर्न सहयोग संधि के तहत पीसीटी आवेदन दाखिल करने की लागत काफी अलग है आप भारत में राष्ट्रीय चरण के आवेदन में पीसीटी भी दाखिल कर सकते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय पीसीटी आवेदन जो आपने अभी देखा भारत में एक प्रवेश बिंदु है जहां पीसीटी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के पास अब विभिन्न देशों में जाने की क्षमता होगी जहाँ भी आप चुनते हैं और आप विभिन्न देशों को चुन सकते हैं केवल एक चीज जो आपको करने की आवश्यकता होगी वह है कि आपको संबंधित देशों में व्यक्तिगत रूप से इन आवेदनों को आगे चलाना होगा तो पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन आपको विभिन्न देशों में प्रवेश बिंदु देता है जो पेटेंट सहयोग संधि के सभी हस्ताक्षरकर्ता हैं जब आप पीसीटी मार्ग से भारत में प्रवेश करना चाहते हैं तब पीसीटी राष्ट्रीय चरण दायर किया जाता है मान लें कि आपको संयुक्त राज्य में एक आवेदन दायर करना है और 12 महीनों के भीतर आप एक पीसीटी आवेदन दायर करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट कार्यालय को पीसीटी कार्यालय के रूप में चुनते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पीसीटी राष्ट्रीय चरण का आवेदन कहते हैं यह एक राष्ट्रीय चरण है या एक पीसीटी एप्लिकेशन का अनुसरण है जहां आप प्राथमिकता की तारीख से 30 महीनों के भीतर भारत में प्रवेश करते हैं इसलिए यह राष्ट्रीय चरण का आवेदन अब भारतीय अनुदान बन जाएगा तो यह चौथे प्रकार का आवेदन है जिसे आप भारत में दाखिल कर सकते हैं पांचवें प्रकार का आवेदन पेटेंट आफ़ एडिशन कर सकते हैं कोई नया आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक संशोधन या किसी मौजूदा आविष्कार पर सुधार है इसलिए इसके अलावा पेटेंट आपको संशोधनों में सुधार करने की अनुमति देता है जोड़ का पेटेंट पहले के आविष्कार के साथ चलेगा जिसे हम मुख्य आविष्कार कहते हैं और यह मुख्य आविष्कार के साथ समाप्त होगा जो आपको बताता है कि इसके अलावा एक पेटेंट आफ़ एडिशन कुछ भी नहीं है लेकिन ऐसा कुछ है जो एक मुख्य आविष्कार के साथ चलता है लेकिन आप बाद में सुधार और संशोधनों के साथ आए हैं कानून आपको उन्हें क्लब करने और उन्हें मुख्य आविष्कार साथ रखने की अनुमति देता है तो आप आवेदन कर सकते हैं कि यह पाँचवाँ प्रकार है और छठा प्रकार एक प्रभागीय अनुप्रयोग है आम तौर पर एक आविष्कार को विभाजित करने के लिए एक प्रभागीय आवेदन दायर किया जाता है कानून की आवश्यकता है कि हर आवेदन में केवल एक आविष्कार होना चाहिए तो आप एक से अधिक आविष्कारों के साथ एक आवेदन दाखिल करते हैं फिर आप स्वेच्छा से इसे संबंधित अनुप्रयोगों में विभाजित कर सकते हैं प्रत्येक अनुप्रयोग को एक आविष्कार को कवर करते हुए या आप पेटेंट नियंत्रक द्वारा निर्देशित हो सकते हैं पेटेंट कार्यालय कह सकता है कि आपके आवेदन में एक से अधिक आविष्कार हैं इसे आविष्कार की एकता कहा जाता है कि आप प्रति आविष्कार केवल एक आवेदन दायर कर सकते हैं पेटेंट कार्यालय यह point out कर सकता है कि आपके पास आपके आवेदन में एक से अधिक आविष्कार हैं और आपको इसे विभाजित करने के लिए कहेंगे तो एक आवेदन को विभाजित करने की प्रक्रिया जिसमें आप आविष्कार को अलग करते हैं एक प्रभागीय आवेदन दाखिल करके किया जाता है